आखिरी व्याख्यान में हमने देखा कि जब समय के साथ मांग बदलती है तो ऑर्डर कैसे किया जाता है तो यह एक उदाहरण था कि हमने वह स्थान लिया जहां हमने वार्षिक मांग को 10000 तक ले लिया था लेकिन 12 वर्षों की अवधि में समान मांग को समान रूप से वितरित नहीं किया गया लेकिन यह इनमें से प्रत्येक समय अवधि के संबंध में बदलता है हमने उस समस्या के लिए एक गणितीय प्रोग्रामिंग सूत्रीकरण देखा और हमने यह भी देखा क्यों और कैसे हम इस प्रकार की समस्या को हल करने में अच्छी तरह से ज्ञात आर्थिक आदेश मात्रा परिणाम का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं हमने यह कहकर भी समाप्त कर दिया कि यदि हमारे पास एक परिमित समय क्षितिज है जैसा कि इस मामले में है तो पूर्णांक प्रोग्रामिंग हमें एक इष्टतम समाधान दे सकती है और गतिशील डायनामिक प्रोग्रामिंग भी हमें एक इष्टतम समाधान दे सकती है लेकिन तब पूर्णांक प्रोग्रामिंग कठिन और कठिन होता है और हमें एक सॉल्वर की आवश्यकता होती है इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवहार में समय अवधि सीमित नहीं होती है और समय अवधि बढ़ सकती है और हमारे पास उन उत्पादों के लिए रोलिंग पूर्वानुमान भी है जो बदले में हमें प्रत्येक आइटम की मांग का कुछ प्रकार का अनुमान देते हैं जो एक समय अवधि में लुढ़कता है इसलिए हमें एक ऐसी समस्या को हल करना है जहां यह तय नहीं है फिर यह आगे बढ़ता है और फिर हमने निष्कर्ष निकाला अंतिम व्याख्यान में हम इस समस्या को हल करने के लिए Heuristics का उपयोग कर सकते हैं कुछ अन्य डेटा जो हमने पूर्णांक प्रोग्रामिंग करते समय उपयोग किया था वह है ऑर्डर की कीमत 300 रुपये प्रति ऑर्डर है और कैरी की लागत C naught प्रति ऑर्डर 300 है और ले जाने की लागत केयरिंग कॉस्ट C c प्रति वर्ष 4 रुपये प्रति यूनिट थी जो 4 से 12 या 1 रुपये प्रति माह प्रति यूनिट 3 हो जाती है इसलिए यदि आप हेयुरिस्टिक समाधानों को देखना चाहते हैं यदि आप इन हेयुरिस्टिक समाधानों को इष्टतमता की गारंटी नहीं देते हैं तो वे एक समाधान की कोशिश करते हैं और गारंटी देते हैं जो इष्टतम के करीब है और चूँकि मूल समस्या एक न्यूनतम समस्या है जिसे हेयुरिस्टिक समाधान का एक उद्देश्य फ़ंक्शन मान होता है जो इष्टतम समाधान के बराबर या अधिक होता है तो सबसे आसान बात अगर 12 पीरियड्स हैं अब केवल हेयुरिस्टिक के चित्रण के लिए हम एक ही उदाहरण लेंगे ताकि वे हेयुरिस्टिक द्वारा दिए गए अंतिम समाधान के साथ साथ इष्टतम की तुलना करने में सक्षम होंगे लेकिन फिर हम यह भी बताएंगे कि कैसे इस हेयुरिस्टिक को उस मामले को पूरा करने के लिए बढ़ाया जा सकता है जहां नियोजन अवधि सीमित नहीं है और लुढ़कता रहता है इसलिए सबसे आसान हेयुरिस्टिक है अगर हम 12 महीने देख रहे हैं तो सबसे आसान काम हर महीने करना है यह बहुत हेयुरिस्टिक के लिए बहुत कुछ कहा जाता है तो सबसे सरल बात यह है कि हर महीने एक ऑर्डर करना है यदि डिमांड टाइम बकेट 1 महीना है जिसके लिए डिमांड जानी जाती है तो उसके लिए एक ऑर्डर दें इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं कि हम इन 12 महीनों में से प्रत्येक में एक ऑर्डर देते हैं तो कुल लागत 12 गुना टाइम्स ऑर्डर की लागत होगी क्योंकि हर महीने एक ऑर्डर होता है 12 300 से अधिक प्लस हम भी कंप्यूटिंग कर रहे हैं औसत इन्वेंट्री जो हमारे पास प्रत्येक माह में है इसलिए प्लस 1 बाय 3 जो इन्वेंट्री होल्डिंग लागत है जनवरी के लिए औसत एवरेज इन्वेंट्री 400 डिवाइडेड बाय 2 होगी क्योंकि आप 400 से शुरू करते हैं और 0 के साथ समाप्त होते हैं फरवरी के लिए यह 600 डिवाइडेड बाय 2 है प्रत्येक माह के लिए औसत एवरेज इन्वेंट्री डिमांड 2 है तो 12 महीनों में औसत आविष्कारों की कुल राशि कुल मांग डिमांड 10000 है औसत इन्वेंट्री औसत इन्वेंट्री का योग सम 10000 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 5000 है 1 बाय 3 5000 है इसलिए यह 3600 प्लस 166666 की कुल लागत के रूप में देगा यह हमें 526666 देगा हमने आखिरी व्याख्यान में यह भी देखा कि इन महीनों में प्रत्येक के लिए इष्टतम समाधान का कोई आदेश नहीं था इसमें 12 अवधियों में 7 ऑर्डर थे और इष्टतम मूल्य या सर्वोत्तम मूल्य 5000 था और यह हेयुरिस्टिक हमें दे रहा है 5266 मूल्य अब यह हेयुरिस्टिक बहुत अच्छा है क्योंकि इसे लागू करना बहुत आसान है हर महीने आप मांग को देखते हैं और आप उस महीने की मांग को पूरा करने के लिए एक आदेश देते हैं लेकिन यह थोड़ा महंगा हो सकता है क्योंकि आप अंत में इष्टतम से अधिक आदेश बनाते हैं इष्टतम में 7 थे अब आपके पास 12 हैं अब यह हेयुरिस्टिक समय अवधि को भी संभाल सकता है अगर यह उससे आगे बढ़ गया क्योंकि यह एक बहुत ही सरल हैयुरिस्टिक है जहां हर महीने आप सिर्फ एक आदेश देते हैं दूसरा हेयुरिस्टिक जो हम देखेंगे वह भाग अवधि संतुलन कहलाता है यदि हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमने वास्तव में क्या अनुकूलित किया है तो हमारे गणितीय प्रोग्रामिंग मॉडल में हमने जो कुछ भी अनुकूलित किया है या कम करने का प्रयास किया है वह आदेश लागत और वहन लागत का एक योग है तो वस्तुनिष्ठ फ़ंक्शन वैल्यू कुल लागत ऑर्डर कॉस्ट प्लस ले जाने की लागत के बराबर है अब हम इस तरह की खरीद के संबंध में निर्णय लेना चाहते हैं हम ऑर्डर लागत के साथ साथ ले जाने की लागत का योग भी करना चाहते हैं यदि हम इष्टतम समाधान को ध्यान से देखते हैं तो हम यह भी महसूस करेंगे कि जिन अवधियों में माँगें बहुत अधिक थीं आप उस महीने में ऑर्डर कर देते हैं और अगले महीने और इसी तरह इसे नहीं जोड़ते हैं अब मूल विचार यह है कि उदाहरण के लिए एक अतिरिक्त महीने के लिए एक आइटम ले जाने पर यदि ट्रेड ऑफ 400 के लिए यहां ऑर्डर देने और 1000 के लिए यहां ऑर्डर देने के बीच है तो जब हम यहां 400 के लिए एक ऑर्डर देते हैं इसका स्वचालित रूप से मतलब है कि हमें 600 के लिए यहां एक और ऑर्डर देना होगा इसलिए 2 ऑर्डर की लागत होगी और व्यक्तिगत रूप से हम 200 और यहाँ 300 कैरी करेंगे उदाहरण के लिए यदि यहां 1 ऑर्डर देना सस्ता है और फिर इसका योग सम आफ इन्वेंटरी ज्ञात करें जो हम ले जाएंगे और अगर यह सस्ता है तो जाहिर है कि हम यहां 400 और 600 का ऑर्डर देने के बजाय 1000 का ऑर्डर देना चाहेंगे या दूसरे शब्दों में कहें तो यहां इनवेंटरी ले जाने का खर्च भी जब हम गठबंधन करते हैं तो अतिरिक्त चीज अगर उस इन्वेंट्री को रखने की लागत वास्तव में एक ऑर्डर लागत से सस्ती होती है तो हम यहां 1000 ऑर्डर करने का प्रयास करेंगे इसलिए यदि यहां 600 को रखने की लागत ऑर्डर की लागत से अधिक है तो यहां एक और एक को अलग से ऑर्डर करना बेहतर है इसलिए यह इन्वेंट्री के बीच एक विशेष महीने बनाम एक ऑर्डर लागत की लागत को ले जाने के बीच का व्यापार है यह आंशिक अवधि में आवश्यक या केंद्रीय विचार है जो हेयुरिस्टिक को संतुलित करता है तो पहली बात जो हम करते हैं वह है हम इस अवधि को देखते हैं और कहते हैं कि ऑर्डर मात्रा Q 400 के बराबर है इसलिए जब ऑर्डर मात्रा Q 400 के बराबर है जिसका अर्थ है कि हम केवल पहले ऑर्डर कर रहे हैं महीनों की मांग तब हमारे पास औसत इन्वेंट्री 200 के बराबर होती है और इन्वेंट्री होल्डिंग लागत 200 डिवाइडेड बाय 3 होती है अब हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हम यहां 1000 ऑर्डर कर सकते हैं तो अब यदि Q यहां 1000 के बराबर है जिसका अर्थ है कि हम इस जगह इन दो मांगों के लिए ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हैं औसत इन्वेंट्री 1 महीने के बराबर होगी हम 1000 से शुरू करते हैं और हम 600 के साथ समाप्त होते हैं इसलिए औसत इन्वेंटरी 1 महीने के लिए 800 है दूसरा महीना हम 600 से शुरू करेंगे और 0 के साथ समाप्त करेंगे तो यहां एक और 300 होगा जो होगा और ले जाने की लागत केयरिंग कॉस्ट 1100 डिवाइडेड बाय 3 है इसलिए यहां 200 डिवाइडेड बाय 3 6666 है 1100 डिवाइडेड बाय 3 है जो कि 36666 है अब यहीं पर हम मानते हैं कि इन दोनों को एक साथ लाने की लागत अब 300 के ऑर्डर की लागत से अधिक है इसलिए जिस पल ऑर्डर की लागत पार हो जाती है हम उसे रोक देते हैं और फिर हमें यह तय करना होता है कि हमने यह 66 चुना है या नहीं इसे 36666 को चुना इसलिए सामान्य ज्ञान हमें बताता है कि हम 36666 चुनते हैं क्योंकि यह 66 की तुलना में 300 के करीब है इसलिए जब केयरिंग कॉस्ट लागत ऑर्डर लागत से अधिक हो जाती है तो गणना को रोक दें और फिर ले जाने की लागत के अंतिम दो मूल्यों को देखें जो भी आप इसे लेने वाले ऑर्डर की लागत के करीब हैं तो अब हम जगह करेंगे हम इसे चुनते हैं और हम कहते हैं कि 1 क्रम में हम 1000 के लिए ऑर्डर करेंगे जो इन दोनों चीजों को एक साथ ला रहा है तो मुझे दूसरी गणना भी समझाएं और फिर आप 2 पर जाएँ इसका मतलब है अभी हमने इस पर आदेश देना समाप्त कर दिया है तो हम पहली बार Q को 1000 के बराबर देखेंगे इसलिए 1000 के बराबर Q औसत इन्वेंट्री 1000 बाय बाय 2 है जो 500 है इसलिए ले जाने की लागत कैरिंग कॉस्ट 500 डिवाइडेड बाय 3 है जो 16666 है अब हम 1000 प्लस 800 पर विचार करते हैं इसलिए हम यहाँ 1800 पर विचार करते हैं अब औसत इन्वेंट्री होगी पहली अवधि यहां हम 1800 से शुरू करते हैं हम 800 के साथ समाप्त होते हैं इसलिए 1800 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 2 है जो 1300 है जो यहां आता है यह पहली अवधि के लिए 1300 है और दूसरी अवधि के लिए हम 800 के साथ शुरू करते हैं और हम 0 के साथ समाप्त होते हैं साथ ही एक और प्लस 400 इसलिए यह 1700 है इसलिए 1700 डिवाइडेड बाय 3 3 5's 56666 हैं अब यह 56666 ऑर्डर की लागत 300 से अधिक हो गई है इसलिए हम यहां रुकते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन सा 300 के करीब है इसलिए 16666 300 के करीब है इसलिए हम यहां एक आदेश देते हैं जिसका मतलब है कि आपका दूसरा आदेश केवल 1000 के लिए है और अब आपकी समस्या शुरू होती है यहाँ जहाँ आप पहली बार 800 पर देखना शुरू करेंगे और फिर आप Q को 2000 के बराबर और इसी तरह देखेंगे इसलिए जब तक हम सभी 12 अवधियों के लिए आदेश समाप्त नहीं कर लेते तब तक हम आगे बढ़ सकते हैं और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें एक समाधान मिलेगा जो इस प्रकार है इसलिए हम इसे पूरा कर लेंगे इसलिए जब हम हेयुरिस्टिक को संतुलित करते हुए अंश अवधि को पूरा करते हैं तो हमारी ऑर्डर मात्राएँ होंगी 1000 एक और 1000 800 1200 900 800 1000 1200 1300 और 800 संदर्भ स्लाइड समय 0314 इसलिए हेयुरिस्टिक जो हमने देखा था दो भाग को संतुलित करते हुए हमने 1000 की ऑर्डर मात्रा और 1000 की एक और ऑर्डर मात्रा देखी है जो मैंने 1000 और 1000 के रूप में यहाँ दिखाई है इसलिए यह कहेंगे या हमें ऑर्डर करने के लिए कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 10 टाइम्स यह 12 महीनों में ऑर्डर करने के लिए कहेगा तो यह इन दोनों को एक साथ 1000 के लिए युग्मित किया जाता है 1000 रहता है 800 1200 900 8001000 1200 यहाँ एक और बंचिंग है 1300 और दूसरा 800 तो भाग अवधि के संतुलन पार्ट पीरियड बैलेंससिंग से जुड़ी लागत कॉस्ट क्या है तो PPB लागत के बराबर है वहाँ दस ऑर्डर हैं इसलिए 10 300 प्लस 1 बाय 3 तो यहाँ 1 अवधि 1000 है 1000 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2 तो यह है पहली अवधि के लिए 800 2nd के लिए 300 3rd 500 होगा 4th 400 होगा 5th 600 होगा 6th 450 400 500 600 होगा अब यहां एक बंचिंग है इसलिए हम 1300 से शुरू करेंगे और 600 के साथ समाप्त करें इसलिए 1900 डिवाइडेड बाय 2 किया गया है जो 950 है यह 300 होगा हम 600 के साथ शुरू करते हैं और 0 से समाप्त करते हैं तो औसत 300 है और यहां औसत 400 है साथ ही 300 प्लस 400 है तो यह 3000 प्लस 1 3 8 11 16 20 26 30 35 41 44 48 4800 प्लस 450 प्लस 950 1400 है तो यह 3000 प्लस 6200 डिवाइडेड बाय 3 है यह 3000 प्लस 2s 6 0 6 हैं 18 6666 हैं इसलिए यह 506666 है तो आप अंतर देख सकते हैं अब इष्टतम 5000 था अब पार्ट पीरियड बैलेंससिंग 506666 के साथ एक समाधान दे रहा है बहुत के लिए बहुत अधिक महंगा था कुछ अर्थों में बहुत कुछ के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश नहीं की थी इसने कहा कि जैसा है उसे वैसा ही करो या जैसा आता है वैसा ही करो कुछ अर्थों में यहाँ कोई अनुकूलन नहीं है वहाँ केवल एक मूल्यांकन एल्गोरिथ्म है जहाँ अगर मैं हर समय एक ऑर्डर देता हूँ कि मेरी लागत क्या होने जा रही है अब यहाँ एक निश्चित मात्रा में अनुकूलन होता है क्योंकि हम कम से कम गुच्छों से मिलते हैं इन दोनों को हम एक ऑर्डर की लागत बचाने में सक्षम हैं जिसका अर्थ है कि इस 400 के साथ इस 600 को ले जाने की लागत यह एक और अवधि के लिए एक अतिरिक्त आदेश लागत से कम प्रतीत होता है के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है तो यहाँ एक बंचिंग था इसी तरह यहाँ एक और बंचिंग था तो P P B इस उदाहरण में एक बेहतर समाधान देने में सक्षम है जब बहुत से बहुत की तुलना में और हम सामान्यीकरण कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाग अवधि संतुलन वैसे भी बहुत से बहुत बेहतर समाधान देगा क्योंकि यह कहीं न कहीं अनुकूलन करने की कोशिश कर रहा है अब तीसरा जो हम देखेंगे वह सबसे लोकप्रिय हेयुरिस्टिक है इसे सिल्वर मील हेयरिस्टिक कहा जाता है सिल्वर एंड मील से पेपर के बाद जो शोधकर्ताओं ने उस हेयरिस्टिक को बनाया यह कुछ हद तक संतुलन के समान है लेकिन थोड़ा अलग है हम एक निश्चित गणना का उपयोग करके अंतर की व्याख्या करते हैं अब जैसे कि हमने पार्ट पीरियड बैलेंसिंग में किया था वैसे ही शुरू करें तो हम 400 के बराबर Q के साथ शुरू करते हैं आइए हम मान लें कि हम हैं मुझे इसे हटा दें और मुझे भी इसे दूर करने दें तो हम इसके साथ पहले शुरू करते हैं इसलिए हम Q के साथ 400 के बराबर शुरू करते हैं इसलिए जब हम एक ऑर्डर देते हैं तो हमें 300 का ऑर्डर खर्च उठाना पड़ता है वहाँ ले जाने की लागत होती है हम 400 के साथ शुरू करते हैं हम 0 से समाप्त होते हैं औसत इन्वेंट्री 200 है इसलिए 200 को 3 से विभाजित किया गया है जो 6666 है इसलिए कुल लागत 26666 है मुझे इसे वहां रखना है फिर हम इन दोनों को एक साथ मिलाने पर विचार करते हैं Q 1000 के बराबर इसलिए जब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तब भी हम कोशिश करते हैं और 36666 होते हैं तो हम उस बदलाव को करेंगे ऑर्डर की लागत 300 है लागत 6666 है इसलिए कुल लागत 36666 है अब जब Q 1000 के बराबर है तब भी हम एक ही क्रम में 1000 का प्रयास करते हैं इसलिए ऑर्डर की लागत 300 है कैरिंग कॉस्ट की गणना हमारे पास पहले से ही है हमने अभी इसे यहां रखा है लागत 36666 है तो यह 36666 है कुल लागत 66666 है अब इस 36666 की तुलना करना उचित नहीं है 66666 क्योंकि यह 36666 400 के लिए लागत है जबकि 66666 1000 के लिए लागत है लेकिन अनिवार्य रूप से यह 2 अवधियों की मांग को पूरा करने के लिए एक लागत है इसलिए हम जो करते हैं वह कोशिश करते हैं और तुलना करते हैं जिसे प्रति अवधि औसत लागत कहा जाता है इसलिए हम जानते हैं कि प्रति अवधि एक और लिखा जाता है यह 36666 के बराबर होगा यह 66666 2 से विभाजित है जो हमें देगा 33333 इसलिए अब हम महसूस करते हैं कि प्रति अवधि लागत में कमी आ रही है इसलिए हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हम प्रति अवधि की लागत पर आगे का अनुकूलन कर सकते हैं तो हम 3 संभावना को देखते हैं जो एक ऑर्डर की कोशिश करना है 400 प्लस 600 प्लस 1000 इसलिए एक ऑर्डर 2000 का प्रयास करें इसलिए ऑर्डर की लागत फिर से 300 है लागत को लेकर हमें पहले खोजना होगा औसत सूची से बाहर इसलिए औसत इन्वेंट्री को खोजने के लिए 1 महीना हम 2000 से शुरू करते हैं और हम 1600 के साथ समाप्त होते हैं इसलिए 2000 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 2 है 1800 इसलिए यह 1 महीने के लिए 1 बाय 3 1 है दूसरा महीना हम 1600 से शुरू करते हैं और 1000 के साथ समाप्त होता है इसलिए 2600 डिवाइडेड बाय 2 है 1300 है तीसरा महीना हम 1000 से शुरू करेंगे और 0 के साथ समाप्त होगा औसत इन्वेंट्री 500 होगी तो यह अकेले 1800 प्लस 1300 3100 है 3100 प्लस 500 3600 है 3 से विभाजित 3600 1200 है इसलिए कुल लागत 1200 से अधिक होगी और अन्य 300 जो कि 1500 है और प्रति अवधि 1500 को 3 अवधियों से विभाजित किया जाएगा हमें 500 देगा अब हम महसूस करते हैं कि प्रति अवधि लागत 36666 थी जब हमने 1 अवधि 33333 पर विचार किया था जब हम 3 अवधि के लिए 2 अवधि और 500 मानते थे तो यह शुरू हो गया है यह नीचे चला गया और यह ऊपर आया इसलिए यह वह जगह है जहां यह हमें 3 में से सबसे अच्छा स्थानीय लाभ दे रहा है किसी प्रकार का स्थानीय इष्टतम यहां हो रहा है इसलिए निर्णय 1 और 2 के लिए एक आदेश की कोशिश करना है इन 2 को एक साथ जोड़ दिया अब हमने जो किया है उसे दोहराना होगा मैंने जो कारण कहा वह आंशिक अवधि के संतुलन के समान है लेकिन यह अलग है कि दोनों अनिवार्य रूप से आदेश लागत और वहन लागत के बीच व्यापार करने की कोशिश करते हैं अंश अवधि संतुलन स्पष्ट रूप से यह देखने की कोशिश करता है कि अतिरिक्त वहन लागत आदेश लागत से अधिक है या नहीं सिल्वर मील कॉम्बिनेशन कॉस्ट को कई पीरियड्स औसत एसेट के लिए करने की कोशिश करता है और उस अवधि को देखता है जिसके लिए एवरेज मिनिमम मिनिमम दिखा रहा है या एवरेज ऑप्टिमाइज है अब हमें यह जारी रखना होगा कि हमने यहाँ क्या किया इसलिए हम Q के साथ 1000 के बराबर Q से 1800 के बराबर शुरू करेंगे और इसी तरह जब तक हमें एक और स्थानीय इष्टतम नहीं मिल जाता है और तब हम आगे बढ़ते हैं अब यदि हम सिल्वर मील हेयुरिस्टिक करते हैं तो इसे सभी 12 अवधियों के लिए करना जारी रखें जो समाधान हमारे पास होगा इसलिए मुझे सिल्वर मील के समाधान के बारे में लिखना चाहिए तो सिल्वर मील का समाधान 1000 1800 2100 800 1000 1900 और 1400 होगा आइए हम एक बार फिर से इसकी तुलना करें इसलिए अगर हम सिल्वर मील करते हैं तो मुझे एक अलग रंग का उपयोग करने दें इसलिए जब हम सिल्वर मील का उपयोग करते हैं तो हम इन दोनों को एक साथ ऑर्डर करते हैं फिर 1800 आता है हम अंत में इन दोनों को एक साथ ऑर्डर करते हैं जबकि आंशिक अवधि में वे दो अलग अलग ऑर्डर के रूप में आते हैं फिर हम 2100 करते हैं हम इन दोनों को एक साथ ऑर्डर करते हैं फिर हमारे पास एक 800 है जो यहां है फिर हमारे पास 1000 है जो यहाँ है फिर हमारे पास 1900 है जो यहाँ आता है और फिर हमारे पास 1400 है जो वास्तव में यहाँ आता है मुझे लगता है कि पार्ट पीरियड बैलेंसिंग कॉम्बिनेशन इस तरह हुआ होगा तो हमें एहसास है कि समाधान रजत भोजन में थोड़ा अलग है वास्तव में संतुलन की अवधि की तुलना में हम भी दिखा सकते हैं इसे बिल्कुल यहीं पर लें कि कैसे सिल्वर मील का अनुकूलन हो रहा है इन दोनों को एक साथ जोड़कर जबकि पार्ट पीरियड बैलेंसिंग इन दोनों को अलग अलग देखने की कोशिश कर रहा है हमारे पास गणना अवधि की गणना है जिसमें कहा गया है कि यहां 1000 के लिए जाएं तो चलिए सिल्वर मिल की गणना करते हैं कि यह वास्तव में एक और बढ़ रहा है तो हम अभी से यहाँ से शुरू करते हैं और फिर इसे देखते हैं इसलिए अब हम दूसरे मामले को देखते हैं जब Q 1000 के बराबर हो ऑर्डर की लागत 300 है कैरिंग कॉस्ट 1 बाय 3 500 है जो 16666 है तो T C 46666 के बराबर है और T C प्रति पीरियड 46666 के बराबर है अब सिल्वर मील में हम 1000 और 800 को एक साथ जोड़ते हैं इसलिए Q 1800 के बराबर है ऑर्डर की लागत 300 है ले जाने की लागत केयरिंग कॉस्ट 1 बाय 3 1800 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 2 जो 1300 प्लस 400 है तो 1700 तो 1 बाय 3 1700 जो 5100 डिवाइडेड बाय 3 है तो 5100 डिवाइडेड बाय 3 है 700 बाय 3 1700 बाय 3 56666 है इसलिए T C 86666 है अब T C प्रति अवधि 43333 है तो सिल्वर मील सीधे आपको बताता है कि ऑप्टिमाइज़ेशन के सिल्वर मील के आधार पर 1000 और 800 का संयोजन 1000 अलग से करने की तुलना में सस्ता है जबकि अनुकूलन के अपने तरीके के आधार पर अंशकालिक संतुलन अब यहाँ कहीं कहता है कि यदि आप 1000 करते हैं तो यह यहाँ है 1800 यहाँ 1000 सस्ता है अब जब हम 800 प्लस 1200 करते हैं तो हमें पता चलता है कि पार्ट पीरियड की लागत अधिक है इसलिए सिल्वर मील ने 1000 और 800 को जोड़ा होगा जबकि पार्ट पीरियड संतुलन ने उन्हें 1000 और 800 से अलग कर दिया है तो चलिए सिल्वर मील के लिए कुल लागत का प्रयास करते हैं तो सिल्वर मील के लिए कुल लागत के बराबर है सिल्वर मील हमें 7 ऑर्डर दे रहा है के अनुसार पार्ट पीरियड बैलेंसिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑर्डर थे तो 7 में 300 तो सिल्वर मील ऑर्डर की लागत 7 में 300 प्लस 1 में 3 है इसलिए 1 महीने के लिए मैं इस 1000 को जोड़ रहा हूं इसलिए 1 महीने की शुरुआत मैं 1000 से करता हूं और 600 के साथ समाप्त होता हूं इसलिए पहला महीना 800 होगा 1 महीना 800 है दूसरा महीना 300 है अब तीसरा और चौथा मैं संयोजन कर रहा हूं तो 1800 प्लस 800 2 से विभाजित 1300 से अधिक है और दूसरा 400 1300 प्लस 400 है इसी तरह 5 और 6 मैं संयोजन कर रहा हूं मैं यहां 2100 से शुरू करता हूं और मैं 900 के साथ समाप्त होता हूं 3000 2 से विभाजित 1500 1500 से अधिक 450 1950 है इसलिए 1500 से अधिक 450 इसे ध्यान में रखते हुए अलग से यह 400 है यह 500 है प्लस 400 और 500 है इन 2 को मिलाकर 1900 तो मैं शुरू करता हूं प्लस 700 से 2600 है इसलिए यह 1300 औसत है 1300 एक और 350 है 1300 350 अंतिम एक बार फिर मैं संयोजन कर रहा हूं तो 1400 से शुरू करें और 800 से अंत करें तो 2200 को 2 से विभाजित कर 1100 है प्लस एक और 400 तो 1100 प्लस 400 तो यह 2100 प्लस 1 है 3 में 8 प्लस 3 11 24 28 43 47 52 65 76 प्लस 4 80 8000 प्लस 450 प्लस 350 जो एक और 800 है तो यह 2100 प्लस 1 बाय 3 8800 है जो 2100 प्लस 293333 है जो हमें 503333 देगा इस विशेष उदाहरण के लिए जब हम सिल्वर मील की तुलना करते हैं तो थोड़ा सा फायदा होता है जब हम पार्ट टाइम बैलेंसिंग करते हैं कुछ अर्थों में सिल्वर मील और पार्ट पीरियड बैलेंसिंग दोनों ऐसे समाधान देते हैं जो इष्टतम के बहुत करीब हैं इष्टतम 5000 है अगर मुझे समस्या है तो यह भी है कि इष्टतम 5000 EOQ से बहुत दूर नहीं था 489898 हालाँकि हमने पहले के व्याख्यान में EOQ का उपयोग करने या उसे शामिल करने के मुद्दों पर चर्चा की थी तो इष्टतम 5000 है पार्ट पीरियड बैलेंसिंग एक समाधान दे रहा है जिसकी लागत 506666 है सिल्वर मील 503333 की लागत दे रहा है दोनों ही ह्यूरिस्टिक सिल्वर मील बहुत अच्छे है और इनका उपयोग किया जाता है यह बहुत अधिक लोकप्रिय है और इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है शायद पार्ट पीरियड बैलेंसिंग की तुलना में थोड़ा अधिक है लेकिन वास्तव में दोनों का उपयोग किसी समस्या के लिए किया जाता है और फिर समस्या के विशेष उदाहरण के लिए वे किस समाधान के आधार पर सर्वश्रेष्ठ चुने जाते हैं दोनों अपने तरीके से सहज हैं अंतर बहुत सूक्ष्म है लेकिन दोनों कुल लागत का अनुकूलन करने के लिए केंद्रित हैं एकमात्र अंतर सिल्वर मील कुल लागत की गणना करता है और फिर इसे अनुकूलित करने के लिए अवधि द्वारा विभाजित करता है पार्ट पीरियड बैलेंसिंग अनिवार्य रूप से उस पल को देखता है जब इन्वेंट्री लागत ऑर्डर की लागत से अधिक हो जाती है जो एक करीब है इसलिए ज्यादातर उस निर्णय में यह पता लगाने के लिए कि कौन सा निकट है पार्ट पीरियड बैलेंसिंग समाधान सिल्वर मील समाधान से अलग है हमने एक स्थिति देखी जहां 166 566 था क्योंकि ऑर्डर की लागत 300 थी इसे चुना गया था जबकि सिल्वर मील को अनुकूलित करने का एक तरीका है जिसने हमें इन दोनों को संयोजित करने की अनुमति दी है तो दोनों विधियों का उपयोग किया जा सकता है और दोनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है दो अन्य मामले पहले कि हम इसे बंद करें और किसी अन्य विषय पर जाएं पहला मुद्दा यह है कि हम एक हेयुरिस्टिक की अच्छाई को कैसे मापेंगे एक हेयुरिस्टिक है वास्तव में एक से अधिक हेयुरिस्टिक हैं कई और अधिक हेयुरिस्टिक हैं अन्य हेयुरिस्टिक भी हैं जो हम इस व्याख्यान श्रृंखला में शामिल नहीं हैं ऐसा करने के लिए कुछ और हेयुरिस्टिक हैं फिर हम कैसे मापें कि हेयुरिस्टिक की अच्छाई नंबर 1 है और नंबर 2 ऐसे उदाहरण हैं जहां हेयुरिस्टिक थोड़ा गरीब व्यवहार कर सकते हैं क्या ऐसी समस्याएँ हैं जहां एक विशेष हेयुरिस्टिक बहुत अच्छा समाधान नहीं दे सकता है इसलिए लोग इन दोनों मुद्दों को संबोधित करते हैं हम इन पर अधिक विस्तार से ध्यान देने वाले नहीं हैं मैं इन दोनों का बहुत संक्षिप्त उल्लेख करूंगा हो सकता है कुछ अर्थों में यह वास्तव में हेयुरिस्टिक पूरा हो गया है जब हम यह कहने में सक्षम हैं कि क्या कहा जाता है या परिभाषित करने में सक्षम है जिसे हेयुरिस्टिक का सबसे खराब मामला कहा जाता है अब अगर L naught या C naught किसी मायने में हमें L Naught कहते हैं तो इष्टतम या O को इष्टतम के रूप में O इस मामले में 5000 है h हेयुरिस्टिक समाधान है अभी भी शेष अवधि में यह 506666 है अब इस संख्यात्मक उदाहरण के आधार पर कोई भी यह कहेगा कि h डिवाइडेड बाय O से है जिसे हेयुरिस्टिक द्वारा विभाजित किया गया है जो इष्टतम से 1000 के क्रम का होगा क्योंकि आप 5066 को 5000 से विभाजित कर रहे हैं जबकि 5033 को 5000 से विभाजित किया जाएगा जो सिल्वर मील के लिए थोड़ा छोटा है तो h बाय O छोटा h बाय O बेहतर हेयुरिस्टिक है किसी को इस तरह संख्यात्मक सिमुलेशन को देखने की कोशिश करनी होगी उदाहरण लें और पता लगाएं कि एवरेज औसत h बाय O क्या है और आदि दूसरी भी कुछ प्रकार की सैद्धांतिक अभिव्यक्तियाँ निकालना है सब के बाद मूल विचार इतना ज्ञात है कि पिछले एक के संबंध में यह मूल्य कितना बड़ा या छोटा है पार्ट पीरियड बैलेंसिंग यह तय करने वाला है कि क्या यह अलग होने जा रहा है या क्या यह क्लब किया जा रहा है क्योंकि यह 3000 की निकटता की जाँच करने वाला है इसलिए ऐसा करना संभव है जिसे सबसे खराब मामला विश्लेषण कहा जाता है और यह दर्शाता है कि उदाहरण के लिए जो भी समस्या है जो भी हो समयावधि की अवधि में शेष अवधि की संख्या इष्टतम या सिल्वर मील के 1 प्लस x के भीतर होगी इष्टतम के 1 प्लस x वास्तव में दो शोधकर्ताओं के बीच में पाया गया है कि इस तरह के विश्लेषण के लिए पार्ट पीरियड बैलेंसिंग थोड़ा बेहतर है तो कुछ परिणाम हैं जो भाग अवधि संतुलन की अच्छाई के बारे में बात करते हैं अब एक और सवाल है जो भी आ सकता है यह है कि ये हेयुरिस्टिक कैसे व्यवहार करते हैं यदि उदाहरण के लिए इस डेटा में बहुत सारे शिखर और घाटियाँ हैं तो हमने संक्षेप में इसका उल्लेख शिखर के प्रभाव के बारे में किया था हमने एक उदाहरण दिया जहां यदि 1 महीने की मांग 10000 में से 2000 है तो आर्थिक क्रम मात्रा को बंद करना हमारी मदद करने वाला नहीं है दूसरा मुद्दा यह है कि अगर कुछ वस्तुओं के लिए समय की मांग 0 है तो सिल्वर मील कैसे व्यवहार करता है पार्ट पीरियड बैलेंसिंग कैसे व्यवहार करेगी अगर कुछ निश्चित अवधि में 0 मांगें हैं तो क्या कुछ लगातार दूसरे से बेहतर व्यवहार करेगा इसलिए इनमें से कुछ प्रश्नों को बाद के चरण में भी संबोधित किया गया है और कुछ समस्याएं हैं जहां सिल्वर मील बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता है जब बीच में बहुत सारे 0 आ रहे हैं और विशेष रूप से अगर वे 0 संवैधानिक हैं और इतने पर लेकिन उन सभी असाधारण स्थितियों को छोड़कर दोनों ही इस समस्या को हल करने के लिए बहुत प्रभावी हेयूरिस्टिक्स हैं और ये दोनों हीरॉस्टिक पीरियड्स की संख्या से बंधे नहीं हैं बहुत ही परिभाषा के अनुसार बहुत ही प्रकृति जिस तरह से ह्यूरिस्टिक्स हम चलाते हैं वह कई अवधियों की एक सीमित संख्या से बाध्य नहीं है उदाहरण के लिए यदि हम सही हैं तो मान लें कि हम एक व्यावहारिक समस्या का समाधान कर रहे हैं और 10 महीने बाद हम यहीं हैं लेकिन उस समय तक हम अगले 6 या 7 महीनों के लिए पूर्वानुमान लगाएंगे जबकि जब हम इस विशेष उदाहरण को हल कर रहे हैं जहां हमें इसे बंद करना होगा और हमें किसी कारण के लिए कहना है कि सिल्वर मील यहाँ तक अनुकूलित है क्योंकि हम एक समय अवधि पर देख रहे हैं कि इसे एक क्रम में जाना है लेकिन फिर यदि आपके पास यहां आने के लिए एक रोलिंग समय अवधि है तो आपके पास अगले कुछ महीनों के लिए डेटा के चार और 5 टुकड़े होंगे और फिर आप पार्ट पीरियड बैलेंसिंग या सिल्वर मील लागू करना जारी रख सकते हैं और इसके लिए विशेष रूप से एक ऑर्डर देने से आप बाध्य नहीं होंगे आप इसे और अगले एक को संयोजित करने में सक्षम हो सकते हैं तो वास्तव में उस स्थिति में जहां माँगें रोलिंग कर रही हैं और आपके पास एक परिमित समय अवधि नहीं है जैसे ये कार्य पूर्णांक प्रोग्रामिंग की तुलना में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है क्योंकि पूर्णांक प्रोग्रामिंग आपको एक सीमित संख्या में बांधने वाला है तो इन हेयूरिस्टिक्स को बड़े पैमाने पर हल करने के लिए उपयोग किया जाता है तो आइए हम इस व्याख्यान में एक और समस्या की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि हम इसे कैसे संभाल सकते हैं अब हम आर्थिक इकोनॉमिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या का पुनरीक्षण करते हैं इसलिए मैं आर्थिक लॉट निर्धारण समस्या को फिर से लिखूं अब जब हम आर्थिक लॉट निर्धारण समस्या को परिभाषित करते हैं तो हमने कुछ ऐसा किया हमने कहा हमने एक विशेष मशीन या एक सुविधा को देखा जो कई उत्पाद बना रही है यदि आप किसी विशेष उत्पाद या वस्तु का उत्पादन P दर पर करते हैं तो मांग दर D पर है इसलिए आप सामान्य रूप से क्या करते हैं आप एक निश्चित अवधि के लिए उत्पादन करते हैं उपभोग करते समय आप ऐसा करते हैं इन्वेंट्री का निर्माण होता है P माइनस D की दर और फिर अंतर्निहित इन्वेंट्री के साथ आप निश्चित अवधि के लिए इसका उपभोग करते हैं और चक्र फिर से शुरू होता है तो हम कहते हैं कि यदि हम ऐसा करने जा रहे हैं तो हम यहां उपभोग करते हैं और हमें यह कहते हैं कि चक्र फिर से शुरू होता है हमने यह भी कहा कि इस अवधि के दौरान जब हम इस आइटम का उत्पादन नहीं करते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक अन्य आइटम का उत्पादन कर सकते हैं जिसे हम पीले रंग से दिखाने जा रहे हैं जो आइटम नंबर 2 है और हमने यह भी कहा कि एक निश्चित बदलाव का समय होना चाहिए इस के अंत और इस की शुरुआत के बीच तो हम कहते हैं कि हमारे यहां एक छोटा सा बदलाव का समय है और फिर पीले रंग की शुरुआत होती है आइए मान लें कि इस अवधि तक पीले रंग का उत्पादन होता है और फिर इन्वेंट्री का निर्माण किया जाता है अब हम कहते हैं कि पीले रंग का सेवन एक निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है और फिर शेष अवधि में हम इसे फिर से एक अन्य उत्पाद के लिए स्थापित कर सकते हैं जिसे ब्लू कोल्योर उत्पाद कहा जाता है और फिर नीले रंग का उत्पादन इस तक कहा जाता है और फिर नीले रंग का उत्पादन समाप्त हो जाता है हम कहते हैं कि नीले रंग का उत्पादन किया जाता है इसलिए नीले रंग का उत्पादन है मैं कहता हूं कि नीले रंग का उत्पादन होता है तो नीले रंग का उत्पादन यहां तक है फिर हम बदलते हैं और सफेद रंग के उत्पाद पर वापस जाते हैं जो मूल उत्पाद है और फिर चक्र शुरू होता है इकोनॉमिक लॉट शेड्यूलिंग प्रॉब्लम में दूसरी बात जो हमने कही है इस और इसके बीच के चक्र का समय T है और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि T का मान क्या है जो चेंजओवर कॉस्ट का अनुकूलन करता है और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट सभी के लिए लागत अवधि ली गई अब कुछ अर्थों में जब हमने इकोनॉमिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या पर काम किया तो हम उस क्रम के बारे में अलग अलग नहीं हैं जिसमें हम इस सफेद पीले और नीले उत्पादों को बनाने जा रहे हैं हालाँकि अभी मैं जो उदाहरण दे रहा हूं वह इस आदेश का पालन करता है सफेद फिर पीला और फिर नीला है आइए मान लें कि ये तीन रंग तीन अलग अलग उत्पादों का प्रतिनिधित्व करते हैं एक बार जब हम आर्थिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या को हल कर लेते हैं चाहे हम इसे सफेद पीले नीले या सफेद नीले पीले रंग के क्रम में बनाते हैं तो यह समान है क्योंकि चक्र का समय सभी के लिए समान है यह निर्भर करने का आदेश क्यों नहीं दिया गया है क्योंकि बदलने का समय या सेटअप जैसा कि हम कहते हैं कि इस बार पीले रंग में बदलाव का समय है इस बार नीले रंग में बदलने का इस बार पीले रंग में बदलने का और इस बार ज्यादा सफेद करने के लिए बदलाव केवल सफल नौकरी पर निर्भर करता है और प्रक्रियात्मक नौकरी पर निर्भर नहीं करता है यह सफेद और पीले रंग के बीच बदलाव के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है यह पीले और नीले रंग के बीच बदलाव के रूप में परिभाषित नहीं है इसे पीले रंग के बदलाव के रूप में परिभाषित किया गया है जो पहले के उत्पाद है भले ही नीले रंग में हो यदि बदलाव का समय अनुक्रम पर निर्भर था जिसका अर्थ है कि यह वर्तमान नौकरी के साथ साथ अगली नौकरी पर निर्भर करता है तो समस्या और अधिक जटिल हो जाती है क्योंकि उन्हें क्रम में क्रमबद्ध करना जो बदलाव के समय को कम करता है जब बदलाव का समय अनुक्रम होता है तो आश्रित एक यात्रा सेल्समैन समस्या बन जाता है जिसे हल करना बहुत ही कठिन समस्या होती है इसलिए आर्थिक इकोनामिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या में हम कम से कम इस समय नहीं मानते हैं कि बदलाव का समय अनुक्रम पर निर्भर है इसलिए बदलाव का समय अनुक्रम स्वतंत्र है और फिर आर्थिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या अनिवार्य रूप से कुल लागत को कम करने की कोशिश करती है जो कि लागत लागत के साथ साथ लागत का एक योग है अब हम इस समस्या की एक निश्चित भिन्नता पर नजर डालते हैं जहाँ हम कुछ और सरलीकृत धारणाएँ बनाने जा रहे हैं और फिर हम यहाँ एक अन्य प्रकार की समस्या का समाधान करने जा रहे हैं मुझे इस समस्या परिचय इस व्याख्यान में देने दीजिए अब हम शुरू करते समय मान लेते हैं जब हमने ऐसा करना शुरू किया था तो हमने कहा था अब मैं P माइनस D की दर से इसके लिए इन्वेंट्री बना रहा हूं और फिर जब मैं इसका उपभोग करता हूं जो इस सफेद बिंदीदार रेखा द्वारा दिखाया गया है मैंने बनाया है यहाँ सूची इन्वेंटरी इसी तरह जब मैं इस पीले रंग की शुरुआत करता हूं तो मैं यहां इन्वेंट्री का निर्माण कर रहा हूं और फिर मैंने पीले रंग का उत्पादन बंद कर दिया है और मैं थोड़ी देर के लिए पीले रंग का उपभोग करता हूं अब मैं इस अवधि के लिए और इस अवधि के लिए पीले और नीले रंग की मांग को पूरा करने के लिए क्या कर रहा हूं उसी ग्राफ में यदि आप देखते हैं कि मैं सफेद रंग की इन्वेंट्री 0 होने पर उत्पादन करना शुरू करता हूं तो मैं उत्पादन करता हूं और उपभोग करता हूं इसलिए इसका पूरा ख्याल रखा जाता है यदि पीले रंग के लिए मेरी पूरी योजना केवल यहीं से शुरू होने वाली है या यहाँ मैंने इसे स्थापित किया है और फिर मैं उत्पादन करता हूं फिर यह हिस्सा ठीक है क्योंकि इस अवधि के दौरान पीले उत्पाद की इस मांग को पूरा करने के लिए मैंने इस सूची को बनाया है अब मैंने इस अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए क्या किया है इसलिए यदि हम 0 के बराबर कुछ समय में यहां समस्या शुरू करते हैं तो हमें निश्चित रूप से हाथ पर पीले और नीले रंग की कुछ इन्वेंट्री की आवश्यकता होती है ताकि जब तक हम इसका उत्पादन बंद न कर दें या जब तक हम इस पीले रंग का उत्पादन शुरू न कर दें तब तक यह सूची पर्याप्त होनी चाहिए उस अवधि की मांग को पूरा करने के लिए इसी तरह उस अवधि की मांग को पूरा करने के लिए नीले रंग की इन्वेंट्री पर्याप्त होनी चाहिए इसलिए समस्याएं शुरू हो जाएंगी इसे फिर से परिभाषित किया जाएगा क्योंकि मेरे पास सभी वस्तुओं की एक निश्चित प्रारंभिक सूची हो सकती है सफेद पीला और नीला मेरे पास सभी मदों की सूची है इसलिए जब मेरे पास सभी वस्तुओं की कुछ सूची है तो अब हम मान लेते हैं कि हम कुछ निश्चित आइटम बनाने जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि मेरे पास n आइटम या n उत्पाद हैं जो मुझे बनाने हैं मेरे पास उनमें से प्रत्येक की एक निश्चित सूची है इसलिए मैं वह सूची हूं जो मैंने उनमें से प्रत्येक के हाथ में है D j मेरे पास आइटम j की मांग है P j वह दर है जिस पर मैं आइटम का उत्पादन कर सकता हूं अब मैं परिभाषित करना चाहता हूं कि चक्र की लंबाई T क्या है जो आर्थिक इकनोमिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या के समान ही निर्णय चर है चक्र की लंबाई T क्या है जैसे कि मैं कुल लागत को कम करता हूं यह चक्र की लंबाई है जैसे कि मैं कुल लागत को कम करता हूं जैसे कि मैं कुल लागत को कम करता हूं अब सामान्यतया यह कुल लागत आदेश लागत के साथ साथ लागत वहन करने वाली है अब कुछ अर्थों में यह समस्या आर्थिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या बन जाएगी यदि Dj's प्रत्येक आइटम के लिए हर अवधि के लिए समान हैं यदि हम आइटम के लिए वार्षिक मांग लेते हैं तो यह इसकी एक ही संख्या है जिसका मतलब है कि आप समय के मामले का उपयोग नहीं कर रहे हैं अलग मांग मांग सभी अवधियों में समान है और अगर हम ले जाने की लागत के साथ ही ऑर्डर की लागत पर भी विचार करते हैं इसके और इकोनॉमिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या के बीच एकमात्र अंतर I j की उपस्थिति है जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई कमी नहीं है यहीं तक आर्थिक समय निर्धारण समस्या को देखने का एक तरीका यह है कि हम इसे किसी प्रकार के वास्तविक समय में देख रहे हैं जो किसी भी बिंदु से शुरू हो सकता है और इस बिंदु को पूरा करने के लिए पर्याप्त सूची है जिसे मैंने अभी पीले रंग की मांग को पूरा करने के लिए उठाया है इस अवधि के लिए और इस अवधि के लिए नीले रंग की मांग यहाँ संशोधन यह है कि यदि मेरे पास एक निश्चित मात्रा में इन्वेंट्री है तो मेरी प्रारंभिक इन्वेंट्री भी मुझे किसी तरह से T साइकिल को फैलाने में मदद करने वाली है यह मुझे चक्र को परिभाषित करने में मदद करेगा और फिर कुछ अर्थों में मैं लंबे समय तक साइकिल रखना चाहूंगा इसलिए मैं लंबे समय तक साइकिल रखना चाहूंगा जब हम लंबे समय तक साइकिल चलाते हैं तो जाहिर है कि ऑर्डर की लागत कम होने वाली है और वहन लागत बढ़ने वाली है इसलिए विशुद्ध रूप से इन्वेंट्री बिंदु से या सिर्फ समय के निर्माण के दृष्टिकोण से हम छोटे लॉट का उत्पादन करना चाहेंगे जिसका सीधा सा मतलब है कि हम लंबे समय तक टी नहीं चाहते हैं लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं और इस समस्या को कम से कम देखें इसके साथ शुरू करें कि हम अपना चक्र कब तक बना सकते हैं फिर हम परिभाषित करना शुरू करते हैं कि हम उस चक्र को छोटा बनाने के लिए चारों ओर कैसे खेलते हैं तो चलिए पहले समस्या को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं और लंबे समय तक साइकिल चलाते हैं ताकि कमी न हो और साथ ही ऑर्डर कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट कंपोनेंट भी यह ऑर्डर की लागत नहीं है यह सेटअप लागत होगी तो यह सेटअप लागत होगी हालांकि हमने समान C naught का उपयोग किया है इसलिए समस्या अब चक्र की लंबाई को अधिकतम करने की कोशिश करने के लिए उबालेंगी न कि कोशिश करने के लिए और कुल लागत को अधिकतम करने के लिए यह भी दिखाएगी कि किस तरह हम मानते हैं कि हम चक्र की लंबाई को अधिकतम करना चाहते हैं यह उद्देश्य स्वचालित रूप से चक्र की लंबाई को अधिकतम करने के लिए आगे बढ़ता है इन्वेंट्री की दी गई राशि के लिए अधिकतम चक्र की लंबाई क्या है जिसे मैं प्राप्त कर सकता हूं और फिर हम यह कहकर समस्या को संशोधित करते हैं कि क्या मैं इस सूची के साथ खेलता हूं तो क्या मैं अपने चक्र समय को अधिकतम कर सकता हूं और तीसरा यह है कि यदि समय अलग अलग है तो हम इसे कैसे लाते हैं इस समस्या को संशोधित करें तो इन समस्याओं को असहमति की समस्याएं कहा जाता है और इन समस्याओं को हम अगले व्याख्यान में हल करने की कोशिश करेंगे